नमस्कार मित्रों कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम डॉकिंग को देखेंगे हम देखेंगे कि ऑटोडॉक का उपयोग कैसे करें मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा लेकिन बाद में आपको ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर की सभी विशेषताओं और डॉकिंग करने के तरीकों को देखने में बहुत समय बिताने की आवश्यकता होगी लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा तो यदि आप ऑटोडॉक को देखते हैं तो यह वह वेबसाइट है जिसे आपको देखने की आवश्यकता है यह स्वचालित डॉकिंग टूल्स का एक सूट है और यह यह पूर्वानुमान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कैसे छोटे मॉलिक्यूल ज्ञात 3 डी संरचना के रिसेप्टर से जुड़े है तो ऑटोडॉक 4 और ऑटोडॉक वीना इसके लिए हैं और एक अन्य सॉफ्टवेयर है जिसे स्विसडॉक कहा जाता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं वह भी डॉकिंग करता है और हम उस को भी देखेंगे तो यदि आप ऑटोडॉक में जाना चाहते हैं तो हमें उन फ़ाइलों को डाउनलोड करने की आवश्यकता है और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटोडॉक शैक्षणिक के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं और तो इसके लोड होने से पहले आइए मैं आपको इन्फ्लेमेशन पाथवे एराकिडोनिक एसिड पाथवे के बारे में कुछ बताता हूं मैं काफी समय से इस बारे में बात कर रहा हूं तो एराकिडोनिक एसिड पाथवे में हमारे पास एराकिडोनिक एसिड है जो की फॉस्फोलिपिडेज एंजाइम और फॉस्फोलिपिड्स से बनता है अब एराकिडोनिक एसिड आगे प्रोस्टाग्लैंडीन पाथवे या ल्यूकोट्राईइन पाथवे में चला जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडीन पाथवे में हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जैसे एंजाइम होते हैं जो एराकिडोनिक एसिड को पीजीएच 2 में परिवर्तित करते हैं और पीजीएच 2 को एक अन्य एंजाइम जिसे पीजीई सिंथेज कहा जाता है के द्वारा परिवर्तित होता है जो दर्द बुखार वैसोडाईलेशन और इसी प्रकार का असर करता है इसी के साथ ही एराकिडोनिक एसिड ल्यूकोट्राईइन पाथवे में चला जाता है जहां लिपोक्सिजीनेज़ 5 नामक एंजाइम इस एराकिडोनिक एसिड को 5 एचईटीई में परिवर्तित करता है और इसी प्रकार तो आम तौर पर ड्रग की खोज का ध्यान इस COX2 एंजाइम को लक्षित करना या इस PGE सिंथेस एंजाइम को लक्षित करना या लिपोक्सिजीनेज़ एंजाइम को लक्षित करना है क्योंकि लिपोक्सिजीनेज़ अस्थमा में भी शामिल है और इसी तरह या एक साथ सभी को लक्षित करना तो हम इस विशेष लक्ष्य को देखेंगे और हम मॉलिक्यूलस की डॉकिंग को देखेंगे क्योंकि जैसा आप जानते हैं एस्पिरिन जैसे मॉलिक्यूल जिन्हें एनएसएआईडीएस या इबुप्रोफेन कहा जाता है या चयनात्मक साइक्लोऑक्सीजिनेज ड्रग्स बाजार में हैं चलिए अपने ऑटोडॉक पर वापस चलते हैं तो हम ऐसा करते हैं तो यह स्क्रीन है तो या तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि फेच फ्रॉम व्हेयर कहा जाता है तो जब आप फेच फ्रॉम व्हेयर कहते हैं तो हम पीडीबी देते हैं जो प्रोटीन डेटा बैंक आईडी होता है तो आपको प्रोटीन मिलता है या यदि आपके पास प्रोटीन पहले से ही है तो हम कर सकते हैं अगर यह पहले से ही डाउनलोड है तो हम केवल मॉलिक्यूलस को पढ़ सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलस को पढ़ें या रीड द मॉलिक्यूल तो मेरे पास यह है और सबमिट करें 5 लिपोक्सिजीनेज़ को 3v99 कहते हैं यह 3v99 फाइल है तो हम डाउनलोड कर सकते हैं कि अगर आप चाहें या हम नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो यह विशेष रूप से यह विशेष रूप से प्रोटीन है तो हम माउस बटन का उपयोग इस तरह से और इस तरह से दोनों तरफ ले जाने के लिए कर सकते हैं इसे घुमा सकते हैं या फिर हम उस दूसरे बटन का उपयोग करके इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो यह दो भागों में मिला है यह ए के साथ साथ बी भी है तो हम उनमें से एक विशेष रूप से बी को हटा सकते हैं ऐसा करने से पहले हमें इस प्रोटीन को तैयार करना होगा हम सिर्फ डॉकिंग शुरू नहीं कर सकते तो पहले हम कहते हैं एडिट और फिर हम कहते हैं डिलीट और फिर माफ कीजिएगा डिलीट वाटर क्योंकि जो भी पानी मौजूद है उसे हटा दें क्योंकि जब प्रोटीन क्रिस्टलआईज होता है तो उसमें बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल होते हैं जो शायद अंदर होते हैं आखिर प्रोटीन जलीय माध्यम में ही होता है तो वे सभी पानी के मॉलिक्यूल भी दिखाए जाएं जो की हटाए जा सकते हैं और उसके बाद मैं अब हटाने की कोशिश करूंगा और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास ए और बी रेसिड्यू हैं तो हम बी को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं सेलेक्ट करें और फिर स्ट्रिंग से सेलेक्ट करें फिर हम ए और बी को बदलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं तो हम बी का चयन करेंगे फिर हम कहेंगे ऐड और फिर मैं कहूंगा एडिट फिर हम कहते हैं डिलीट और फिर चुने हुए परमाणुओं को हटा देते हैं तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं चयनित परमाणुओं को हटाए जारी रखें तो B अब हटा दिया गया है केवल A ही है और अपने अध्ययन में हम लक्ष्य के रूप में ऐसे ही एक का उपयोग करने जा रहे हैं अब हमें हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रोटीन क्रिस्टलीकृत होता है हाइड्रोजन एक्स रे में दिखाई नहीं देते हैं तो हमें जोड़ने की आवश्यकता है तो सॉफ्टवेयर वैलेंसी वगैरह के आधार पर हाइड्रोजन को जोड़ देगा तो कहें एडिट और फिर आप कहते हैं हाइड्रोजन फिर हम कहते हैं ऐड फिर हम कहते हैं यूज यह हाइड्रोजन जोड़ देगा अब हमें इन विभिन्न तत्वों पर चार्ज लगाने की आवश्यकता है तो हम कहते हैं एडिट और फिर हम कहते हैं कि चार्ज आप चार्ज देख सकते हैं फिर हम कहते हैं कि कोल्मन ऐड कोल्मन चार्ज प्रोटीन कोल्मन चार्ज पूरे प्रोटीन के लिए बहुत अधिक है फिर हम कहते हैं कि एडिट चार्ज हम कहते हैं एडिट चार्ज फिर हम कहेंगे गेस्टीजर चार्ज की गणना करें कंप्यूट गेस्टीजर चार्ज मैंने कोर्स में काफी समय पहले गेस्टीजर चार्ज बारे में बात करी थी तो यह प्रोटीन गेस्टीजर चार्ज है फिर मैं कहूंगा परमाणुओं को एडिट करें एक 84 प्रकार का निर्धारित करना य असाइन करना यह केवल निर्धारित करना है यह निर्धारित हो गया है अब हमें इस फ़ाइल को सहेजने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हो चुकी हैं यह सही प्रोटीन है तो जब आप पीडीबी से एक प्रोटीन डाउनलोड करते हैं तो यह डॉकिंग के लिए सही प्रोटीन नहीं है हमको जरूरत है पानी हटाने की हमें हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत है हमें ऐसे रेसिड्यू को हटाने की आवश्यकता है जो किसी काम के नहीं हैं और फिर हम सॉफ़्टवेयर को चार्ज आदि की गणना करने के लिए छोड़ देंगे अब हमें इस फ़ाइल को सहेजने की यानी सेव करने की आवश्यकता है क्योंकि यह सही फ़ाइल है सेव करें और फिर ऑटोडॉक में फॉर्मेट को सेव करने के लिए PBDQT फाइल है तो हम PBDQT फॉर्म में सेव करते हैं फिर हम कहते हैं कि यह ज्ञात नहीं है फिर हम कहते हैं तो फाइल सेव हो गई है और मैंने एक डिफॉल्ट बनाया है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 3v99 मैंने एक डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर बनाया है और इसको डॉक कहते हैं तो हम वरीयता दे सकते हैं वरीयता देने में हम कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब से सेट करें क्योंकि आप सब कुछ देख सकते हैं सब कुछ जैसे स्टार्टअप निर्देशिका सब कुछ वहां है तो सभी परिणाम सभी रीडिंग स्वचालित रूप से वहाँ जाते हैं तो वरीयता उस पर गौर की जाती है आप समझते हैं अब हम कहते हैं कि सेलेक्ट करें स्ट्रिंग से सेलेक्ट करें रेसिड्यू सेट्स रेसिड्यू सेट्स लिगैंड्स कुछ लिगैंड हैं जिनसे प्रोटीन को क्रिस्टलीकृत किया गया है तो लिगैंड को सेट करें एक मिनट प्रतीक्षा करें रेसिड्यू सेट का चयन करें और स्ट्रिंग से रेसिड्यू सेट फिर लिगैंड तब यह हो जाता है फिर यह सूची फिर लिगैंड लिगैंड इनपुट ओपन अब हम लिगैंड पढ़ सकते हैं आप जो भी लिगैंड पढ़ना चाहते हैं यदि आप उदाहरण के लिए डॉक करना चाहते हैं तो मैं एस्पिरिन के बारे में सोच रहा हूं तो हम इसे mol2 फाइल के रूप में पढ़ सकते हैं mol2 फाइल के रूप में एस्पिरिन इस mol2 फाइल को क्लिक करें जैसा कि आप देख सकते हैं यहां एस्पिरिन है क्या समझे आप तो एस्पिरिन है और इसका डेटा mol2 फ़ाइल में है अब लिगैंड को जाहिर है PDB QT के रूप में सहेजा जाना है और क्योंकि ऑटोडॉक उसी फॉर्मेट में फिर से बन रहा है तो यह QT होगा तो लिगैंड आउटपुट और फिर पीडीबी QT की तरह सेव करें ताकि डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर में सेव किया जा सके अब हमें वह स्थान बनाने की आवश्यकता है जहाँ हमें डॉकिंग करने की आवश्यकता है और अब इस पीडीबी विशेष प्रोटीन में एराकिडोनिक एसिड जुड़ा होता है और इसी तरह इसे क्रिस्टलाइज़ किया जाता है हम देख सकते हैं कि एराकिडोनिक एसिड कहाँ है तो हम कह सकते हैं सेलेक्ट करें आप कह सकते हैं स्ट्रिंग से चुनें तब हम कह सकते हैं फिर हम कहते हैं रेसिड्यू सेट लिगैंड फिर हम कहते हैं तो एराकिडोनिक एसिड वहां होगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं तो हम यह भी पढ़ सकते हैं हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले रेसिड्यूस डिस्प्ले रेसिड्यू हाँ आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिगैंड वहां हैं एराकिडोनिक एसिड यह यहां है अब हमें ग्रिड बनाने की जरूरत है जो वह स्थान है जहां हम डॉकिंग करना चाहते हैं तो यहां कमांड है ग्रिड मैक्रो मॉलिक्यूल चुनें फिर हम कहते हैं 3V99 मॉलिक्यूल का चयन करें तो आप इसे फिर से PDBQT के रूप में सहेज सकते हैं तो फिर से इसे उसी स्थान पर सहेजा गया है जहां हम इसे बदलना चाहते हैं हां हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं अब हम कहेंगे ग्रिड ग्रिड बॉक्स तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह एक ग्रिड बॉक्स बनाया गया है लेकिन मैं ग्रिड बॉक्स इस क्षेत्र में बनाना चाहता हूं तो मैं इसे फिर यहां स्थानांतरित कर सकूंगा तो मैं इस के लिए जगह बना सकता हूं मैं इसे यहां स्थानांतरित कर सकता हूं मुझे लगता है कि यह एक्टिव साइट है और मैं चाहता हूं कि मेरी एस्पिरिन उस एक्टिव साइट से जुड़ जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहीं ग्रिड बॉक्स को स्थानांतरित कर रहा हूं ठीक है और मैं इसे यहाँ भी देख सकता हूँ और स्पेस देता हूं यह यहाँ आ गया है तो मैं इसे यहाँ ऊपर ले जाना चाहता हूँ हाँ मैं इसे यहाँ ऊपर ले जाना चाहता हूँ हम अभी भी इसे इस ओर स्थानांतरित करना चाहते हैं ठीक तो अब अगर आप देखें तो अब हम इसे और बड़ा भी कर सकते हैं यदि आप चाहें और इस प्रकार हम इसे बड़ा बना सकते हैं या हम इसे छोटा कर सकते हैं और यह निर्भर करता है कि आप अपने अध्ययन में कितना रीजन लेना चाहते हैं तो हमें लगता है कि यह पूरा क्षेत्र होगा जहां हम अपनी एस्पिरिन को डॉक करना चाहते हैं और फिर अलग अलग एनर्जी स्तर के हिसाब से फिर हम कहेंगे फ़ाइल और चुनें यह वह ग्रिड बन गई है तो डॉकिंग वहां हो सकती है अब हम कहते हैं ग्रिड आउटपुट तो हम चाहते हैं कि आउटपुट फाइल सेव कर सके यानी gpf फ़ाइल का नाम हम वही 3v99 और gpf दे सकते हैं जो कि ग्रिड पैरामीटर फाइल है जिसे ग्रिड पैरामीटर फाइल कहा जाता है अब ग्रिड का आउटपुट जीएलजी फ़ाइल ग्रिड लॉग फ़ाइल में आएगा फिर हम कहेंगे रन और ऑटोग्रिड तो हम कहेंगे ब्राउज़ करें फिर आपके पास ऑटोग्रिड exe फ़ाइल आ जानी चाहिए फिर हम देखेंगे ग्रिड पैरामीटर फाइल यहाँ सब कुछ आ जाएगा और फिर यह स्वतः ग्रिड लॉग फ़ाइल बनाता है जहाँ ग्रिड के परिणाम आएंगे फिर आप कहते हैं लॉन्च करें फिर यह ग्रिड बॉक्स बनाएगा इसमें थोड़ा समय लगेगा ग्रिड बन जाने के बाद यह बॉक्स बंद हो जाएगा और उसके बाद हमें ऑटोडॉक चलाना होगा और इस प्रकार एक GLG फ़ाइल होगी जिसमें GLG फ़ाइल के परिणाम होंगे जिसमें आपके ग्रिडिंग के परिणाम होंगे आप उस फ़ाइल को भी देख सकते हैं उसके बाद हम ऑटोडॉक को चलाएंगे तो फिर से जब आप ऑटोडॉक चलाते हैं तो हम प्रमाण या कंफर्मेशन दे सकते हैं और लिगैंड को एक्टिव साइट में ले जाने के लिए और आमतौर पर हमें कम से कम 100 कंफर्मेशन करने होते हैं लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम सिर्फ 10 कंफर्मेशन चलाएंगे

और फिर देखें कि यह कैसा दिखता है तो 10 कंफर्मेशन में का मतलब है कि एस्पिरिन ग्रिड बॉक्स के अंदर 10 अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा यह एक्टिव साइट में है ग्रिड बॉक्स एक्टिव साइट में बनाया गया है और फिर यह नान बान्डड इन्टरैक्शन की गणना करता है जैसे वैन डेर वाल नाइट्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक और फिर यह आपको बाइन्डिंग एनर्जी देता है तो उन बाइन्डिंग एनर्जी से आप जो चाहें वह चुन सकते हैं तो मान लें कि यह थोड़ा अधिक समय लेगा तो यह समस्या है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ग्रिड बॉक्स कितना बड़ा है और आपका लिगैंड कितना बड़ा है और आपका प्रोटीन कितना बड़ा है यह बहुत समय ले सकता है और आपका मेश कितना अच्छा है इस गणना में बहुत समय लग सकता है तो हमें इंतजार करने की जरूरत है यही कारण है कि हमारे पास कंप्यूटर है जो शायद तेजी से चलेगा और इस काम को करेगा एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम जो करते हैं एक बार हम ऐसा यानी कि डॉकिंग कर चुके हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल को डॉक करें रेसिड्यू फ़ाइल रेसिड्यू फ़ाइल का नाम सेट करें तो हम प्रोटीन का चयन करते हैं उसको जोड़ते जो कि आपका प्रोटीन है फिर हम खोलते हैं और फिर हम कहते हैं डॉकिंग लिगैंड का चयन करें और फिर हम कहते हैं कि चुनें और फिर यह एस्पिरिन है लिगैंड का चयन करें फिर स्वीकार करें और फिर डॉकिंग कहेंगे फिर आउटपुट कहेंगे यह लामार्किन एल्गोरिथ्म विधि है हमें इसमें नहीं जाना चाहिए फिर यहाँ हम dpf देते हैं जो कि Docking Parameter File है 3V99dpf का उपयोग करके सेव करें उसके बाद हम कहते हैं AutoDock को चलाएं तो यहाँ फिर से हमें AutoDock exe फ़ाइल देने की आवश्यकता है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास AutoDockexe है ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पास AutoGrid थी हमारे पास AutoDock4 exe फ़ाइल है हम उसे देते हैं और फिर हम कहते हैं कि ब्राउज़ करें और फिर यह डॉकिंग पैरामीटर फ़ाइल है यह खोलेगा तो स्वत DLG फ़ाइल वहां है और फिर हम लॉन्च पर क्लिक करेंगे और डॉकिंग पूरी हो जाने के बाद यह बंद हो जाएगा और फिर हम DLG फाइल को देख सकते हैं जो डॉकिंग लॉग फाइल है जो आपको उत्तर देगी तो इसे लॉन्च किया जाता है और फिर यह काम करता है तो यदि आप डॉकिंग लॉग फ़ाइल के परिणामों को देखें जैसे मैंने कहा कि DLG फ़ाइल डॉकिंग लॉग फ़ाइल आप परिणामों को देखते हैं तो यह यहां है तो इस प्रकार से आउटपुट आता है यह ऑटोमैटिक डॉकिंग से प्राप्त लचीला लिगैंड है लिगैंड लचीला है और आपका मैक्रो मॉलिक्यूल भी लचीला है जो आपके ऑटोडॉक 4 में 4 है तो हम बहुत सारे सेटअप मापदंडों या पैरामीटर को डिफॉल्ट चुनते हैं जो कि ज्यादातर सबसे ऊपर हैं फिर परमाणु के लिए बहुत सारे मापदण्ड हैं - प्रत्येक प्रकार के परमाणु के लिए वह क्या मापदण्ड है जो उसने चुना है और फिर जैसे जैसे आप नीचे नीचे नीचे जाएंगे और फिर किस प्रकार के समीकरण को हमने कुछ नॉनबोंडेड इंटरेक्शन के लिए चुना है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं r की पावर 12 तक गई है और r की 6 तक बढ़ गई है और चयन किया गया या कुछ नॉनबोंडेड इंटरेक्शन किस प्रकार के समीकरण इसने बनाए हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और फिर अंत में यह देगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने ग्रिड अंक है x y z आयाम में और बस नीचे नीचे नीचे जाते जाइए तो हम एक विस्तृत समझ कर सकते हैं की क्या हो रहा है और फिर आप रन को चलाना शुरू करते हैं रन 1 जैसे कि यहां मैंने दिया है 10 सामान्य रूप से यह 100 तक करना अच्छा रहता है यहां मैंने जल्दी करने के लिए 10 दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं रन 2 यह आपको बाइंडिंग की अनुमानित फ्री एनर्जी देता है रन 3 और इसी प्रकार 10 अलग अलग कान्फर्मेशन या एक्टिव साइट के अंदर के स्थान और यह नॉनबोंडेड इंटरेक्शन की गणना करता है और अंत में यह सभी 10 परिणाम देगा और फिर यह उन्हें सबसे कम बाइन्डिंग एनर्जी से उच्चतम बाइन्डिंग एनर्जी के हिसाब से रखेगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां 556 बाइन्डिंग एनर्जी है जो इस एक में हमें सबसे अच्छी मिली है आप 4 ग्रिड रन चला सकते हैं आप 5 ग्रिड रन चला सकते हैं और इसी प्रकार तो यह लोकेशन या उस में लिगैंड की कान्फर्मेशन के लिए सबसे अच्छा है अब जब परिणाम में अस्थिरता होती है जैसा कि आप देख सकते हैं इन 10 रन में से 6 रन में हैं और लिगैंड ने इस विशेष बाइन्डिंग एनर्जी से मेल खाने के लिए यह कान्फर्मेशन ली है और 3 उन कान्फर्मेशनओं में से 3 इस प्रकार के आए केवल एक इस प्रकार का आया तो सबसे अनुकूल कान्फर्मेशन और सबसे अनुकूल बाइंडिंग एक्टिव साइट में यह 542 है तो हम उनको देखते हैं एस्पिरिन का लिपोक्सिजीनेज़ एंजाइम के साथ बाइंडिंग लिपोक्सिजीनेज़ एराकिडोनिक एसिड इन्फ्लेमेटरी के ल्यूकोट्राईइन पाथवे में है और जो ल्यूकोट्राईइन जिसका अस्थमा ब्रोंकाइटिस से संबंध है की तरफ बढ़ता है तो मैं ऑटोडॉक का उपयोग कर रहा हूं आप यह देख सकते हैं कि कैसे एस्पिरिन इस विशेष 3V99 नामक एंजाइम जो प्रोटीन डेटा बैंक से प्राप्त हुआ है के साथ जुड़ता है और इस विशेष एंजाइम में तब भी एराकिडोनिक एसिड था जब यह क्रिस्टलीकृत किया गया हम अलग अलग लिपोक्सिजीनेज़ का भी चयन कर सकते हैं यदि आप पीडीबी डेटाबेस पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बहुत 5 LOX मिल सकते हैं अपनी आवश्यकता के आधार पर कि आप क्या करना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए 3V99 की तरह जिसमें एराकिडोनिक एसिड है 3V98 है तो आप अलग अलग एंजाइमों के लिए एस्पिरिन को उस से जोड़कर देख सकते हैं यह उसी प्रकार है जैसा कि मैंने दिखाया कि कैसे करना है आप भी कर सकते हैं तो हम इस एंजाइम को डाउनलोड कर सकते हैं फिर पानी को देखने की जरूरत है हाइड्रोजन को जोड़ना चार्ज को जोड़ना उन सभी चीजों को हमें पहले करने की आवश्यकता है जिसे तैयारी एंजाइम तैयारी कहते हैं एक बार जब आपने एंजाइम की तैयारी कर ली तो आपको लिगैंड मिल जाता है और फिर यह COX 2 है जिसमें Vioxx बाउंड ह्यूमन COX 2 है और तो एक बार जब आप प्रोटीन को बना लेते हैं तो आप इसे पीडीबीक्यूटी की तरह सेव करते हैं फिर आप अपने लिगैंड जैसे एस्पिरिन को लेते हैं या जो कुछ भी है और फिर आप फिर आप फिर से इसे mol2 फ़ाइल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं फिर आप इसे PBDQT की तरह सेव करते हैं और फिर आप एक्टिव साइट के चारों ओर आपका ग्रिड बॉक्स तैयार करते हैं जैसे मैंने आपको एक बड़ा आयताकार ग्रिड बॉक्स दिखाया और एक बार जब आप एक्टिव साइट को जान लेते हैं तो आप इसे तैयार कर सकते हैं जहाँ डॉकिंग होने वाली है एक बार जब यह तैयार कर ली जाती है ग्रिड पैरामीटर फ़ाइल GPG और दी जाती है और परिणाम GLG ग्रिड लॉग फ़ाइल में होंगे उसके बाद आप ऑटोडॉक AutoDockexe चलाते हैं और फिर यहाँ पर आप डॉकिंग पैरामीटर फ़ाइल देते हैं और परिणाम डॉकिंग लॉग फ़ाइल DLG में आ जाता है तो जैसा कि हमने आपको दिखाया हम परिणाम देख सकते हैं और फिर मैंने इस उदाहरण में केवल 10 दिए ताकि यह डॉकिंग के 10 परिणाम दिखाए और आप यहाँ बाइन्डिंग परिणाम देख सकते हैं सबसे अच्छा यहाँ दिया गया है 556 और आपका रन कोड है दूसरा सबसे अच्छा और तीसरा सबसे अच्छा इन सब में आप इसको जानते हैं और फिर आप क्लस्टर कर सकते हैं और 542 को क्लस्टर करके उनमें से अधिकांश इस खास बाइन्डिंग एनर्जी को देते हैं 6 10 में से तो संभवतः यह एक्टिव साइट में सबसे पसंदीदा कान्फर्मेशन है तो इस प्रकार ऑटोडॉक को चलाया जाता है अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद